नमस्कार खंड 2 इकाई 18 के सारांश प्रतिक्रिया व्याख्यान में आपका स्वागत है पिछली इकाई में हमने परियोजना निर्गत सर्वेक्षणों के डिजाइन और उपयोग को समझा था लघु परियोजनाओं के साथ साथ प्रमुख मुख्य परियोजना के लिए निर्गत सर्वेक्षण को समझा था और लघु परियोजना दोनों स्वतंत्र पाठ्यक्रम के साथ साथ व नियमित पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में को समझा था इस तरह हमने ऐसी सभी परियोजना गतिविधियों के लिए निर्गत सर्वेक्षणों के डिजाइन और उपयोग को समझा है इस इकाई में हम सभी मूल्यांकनों से तथ्यों डेटा के सारांशीकरण की प्रक्रिया और स्वयं के लिये सारांश प्रतिक्रिया तैयार करने की प्रक्रिया को देखेंगे इस इकाई का पाठ्यक्रम परिणाम होगा सभी मूल्यांकनों से तथ्यों डेटा के सारांशीकरण की प्रक्रिया को समझना और स्वयं के लिए सारांश प्रतिक्रिया तैयार करना है एडीडीआईई मॉडल का मूल्यांकन चरण प्रस्तावित पाठ्यक्रम के योगात्मक मूल्यांकन को प्रदर्शित करता है जैसा कि हमने पहले भी देखा था एडीडीआईई के प्रत्येक चरण के बाद विश्लेषण चरण डिजाइन चरण विकास चरण कार्यान्वयन चरण के बाद उस विशेष चरण के आउटपुट की हमेशा पूर्व समीक्षा की जाती है ताकि यह देखा जा सके कि हमें उन गतिविधियों में से किसी एक को फिर से देखने की आवश्यकता है या नहीं लेकिन एक अंतिम मूल्यांकन चरण है जो की प्रकृति में योगात्मक है तो यह है प्रस्तावित पाठ्यक्रम का योगात्मक मूल्यांकन पाठ्यक्रम परिणामों की प्राप्ति की गणना करने के लिए पाठ्यक्रम डिजाइन और उसके सञ्चालन के प्रत्येक उदाहरण का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और इस प्रकार कार्यक्रम के परिणाम और कार्यक्रम के विशिष्ट परिणाम की भी प्रत्येक उदाहरण किसी न किसी अर्थ में अद्वितीय है तो पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में हर बार अनूठी विशेषताएं होती हैं इसलिए हमें CO's और इसी तरह PO's और PSO's की प्राप्ति की गणना करने की आवश्यकता है मूल्यांकन चरण का आउटपुट पाठ्यक्रम की अगली पेशकश में निर्देश में विशिष्ट सुधारों की पहचान करना है CO's की प्राप्तियों और प्राप्ति अंतराल यदि कोई हो छात्रों से प्रतिक्रिया साथियों से इनपुट यदि यह उपलब्ध है स्वयं प्रशिक्षक द्वारा टिप्पणियों के आधार पर विशिष्ट सुधार किए जाते हैं जैसा कि हमने देखा कार्यान्वयन चरण के दौरान प्रत्येक निर्देश इकाई के बाद प्रशिक्षक को उस विशेष निर्देश इकाई के कार्यान्वयन के संबंध में कुछ नोट्स बनाने चाहिए स्वयं प्रशिक्षक द्वारा इन सभी टिप्पणियों के आधार पर हम विशिष्ट सुधारों की योजना बना सकते हैं हमारे पास विशिष्ट सुधारों के लिए डेटा प्राप्त करने के विभिन्न स्रोत हैं जैसे की "CO's प्राप्ति" अंतराल छात्रों से प्रतिक्रिया साथियों से इनपुट इनपुट input और स्वयं प्रशिक्षक द्वारा अवलोकन जैसा कि हमने पहले ही देखा सभी योगात्मक साधनों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर "CO's प्राप्तियों की गणना की जाती है ये साधन है आंतरिक मूल्यांकन परीक्षण क्विज़ समनुदेशन असाइनमेंट और सेमेस्टर के अंत में होने वाली परीक्षा हमने यह भी देखा कि पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षणों का उपयोग करके अप्रत्यक्ष तरीके से CO की प्राप्ति की गणना करना संभव है तो हम अप्रत्यक्ष साधनों से गणना की गई प्राप्ति को प्रत्यक्ष साधनों का उपयोग करके गणना की गई प्राप्ति के साथ जोड़ सकते हैं जो कि छात्र के प्रदर्शन पर आधारित है शायद 1090 के अनुपात में और इस तरह कुल "CO's प्राप्ति" की गणना की जा सकती है बेशक पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षणों के माध्यम से CO's प्राप्तिओं की गणना वैकल्पिक है कोई भी इसका उपयोग कर सकता है या कोई अगली बार केवल पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार की योजना बनाने के लिए निर्गत सर्वेक्षण का उपयोग कर सकता है तब चुने गए लक्ष्य का उपयोग कर "CO's प्राप्ति" अंतराल की पहचान की जाती है प्रत्येक "CO's प्राप्ति हीनता" का प्रशिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है और फिर उसे उन निर्देशो में विशिष्ट परिवर्तनों की योजना बनानी चाहिए जो सीखने ज्ञानार्जन की गुणवत्ता में सुधार करते हैं ये सुधार योजनाएं विशिष्ट होनी चाहिए उनमें उन गतिविधियों को शुरू करने में लगने वाला समय कोई अतिरिक्त संसाधन जो आवश्यक हैं और यदि लागत शामिल है तो लागत का अनुमानित मूल्य शामिल होना चाहिए इन सभी चीजों को शामिल किया जाना चाहिए सुधार योजनाएं काफी विशिष्ट होनी चाहिए अस्पष्ट कार्य योजनाएँ जो वास्तव में अभ्यास के संदर्भ में बहुत मायने नहीं रखती हैं बहुत मददगार नहीं होती हैं शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए निर्देश में विशिष्ट परिवर्तन की योजना बनाई जानी चाहिए सत्र के दौरान छात्रों की प्रतिक्रिया प्राप्त की जाती है हमने यह भी देखा कि पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण के दौरान हम छात्रों की प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं और सभी मूल्यांकन साधनों में छात्र का प्रदर्शन ही हमारे लिए एक उपयोगी प्रतिक्रिया है ऐसे कौन से CO's हैं जिनके संबंध में छात्र का प्रदर्शन सामान्य रूप से बहुत संतोषजनक या संतोषजनक या स्वीकार्य स्तर से नीचे है ये ऐसे सभी CO's हैं जहां छात्रों को सीखने की दिशा में कुछ अड़चनें हैं इसलिए जब हम सुधार की योजना बना रहे होते हैं तो सभी मूल्यांकन साधनों में छात्र का प्रदर्शन भी मूल्यवान प्रतिक्रिया बन जाता है सहकर्मी प्रतिक्रिया के बारे में बात करेंगे यह उपलब्ध हो भी सकती है और नहीं भी यह विभाग में किये गए प्रयासों पर निर्भर करता है कुछ सत्रों में पर्यवेक्षकों के रूप में आमंत्रित किए जाने पर यह मुख्य रूप से साथियों द्वारा दिए गए अवलोकन और सुझाव होते हैं यदि ऐसा कोई तंत्र मौजूद है तो सहकर्मी द्वारा दी गई प्रतिक्रिया काफी उपयोगी हो सकती हैं जैसा कि पहले चर्चा की गई है अधिकांश संस्थानों में एक गुणवत्ता आश्वासन योजना होती है जिसके तहत आंतरिक मूल्यांकन साधन एक छोटी समिति द्वारा समीक्षा की प्रक्रिया से गुजरते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि भाषा स्पष्ट है तकनीकी रूप से प्रश्न पूर्ण और सही है CO's को ठीक से संबोधित किया गया है समय का अनुमान उचित है इन सभी पहलुओं से मूल्यांकन साधनों की समीक्षा की जाती है और प्रतिक्रिया दर्ज की जाती है और इसे प्रशिक्षक को उपलब्ध कराया जाता है सहकर्मियों द्वारा इन मूल्यांकन साधनों पर टिप्पणियों से बहुमूल्य प्रतिक्रिया प्राप्त होती हैं इसलिए सहकर्मी प्रतिक्रिया पर्यवेक्षकों के साथ साथ मूल्यांकन साधनों पर टिप्पणियों दोनों में से हो सकती है यहां तक कि ऐसी परिस्थितियां जहां मूल्यांकन साधनों की समीक्षा की ऐसी कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रशिक्षक अपने सहयोगियों से मूल्यांकन साधनों पर टिप्पणी देने का अनुरोध कर सकता है जो बहुत मददगार हो सकती है "स्वयं" एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत है हमने देखा है कि सभी CO's के लिए निर्देश के पूरा होने के बाद प्रशिक्षक को दर्ज करना होता है वास्तव में प्रत्येक IU के पश्चाद् प्रशिक्षक अपनी टिप्पणियों को रिकॉर्ड करता है IU के पूरा होने के तुरंत बाद दिए गए विस्तृत प्रेक्षण बहुत मददगार होंगे मूल्यांकन साधनों और छात्र के प्रदर्शन पर टिप्पणियों के सम्बन्ध में बात करे तो प्रशिक्षक स्वयं छात्रों के प्रदर्शन के साथ साथ मूल्यांकन साधनों की गुणवत्ता को भी दर्ज कर सकता है किसी भी अतिरिक्त सत्र पर टिप्पणियों में ये शामिल होता हैं कि क्या वे आवश्यक थे और यदि हां तो उनकी आवश्यकता क्यों थी निर्देश योजना के ऐसे कौन से हिस्से है जो योजना के अनुसार संपन्न नहीं हुए जिन्हें अतिरिक्त सत्रों की आवश्यकता है और ऐसा क्यों हुआ तो प्रशिक्षक द्वारा इस तरह की टिप्पणियों को दर्ज किया जाना चाहिए फिर यदि संभव हो तो छात्रों के साथ अनौपचारिक चर्चा बहुत मददगार होगी जैसे की किसी प्रकार का छात्रों के साथ पाठ्यक्रम निर्गम प्रत्यक्ष परिचर्चा करना और निश्चित रूप से ऐसा होने के लिए छात्रों का प्रशिक्षक के साथ अच्छा तालमेल होना चाहिए और यदि वे इस तरह की प्रतिक्रिया देने में सक्षम हैं तो यह बहुत मूल्यवान साबित होता है कुछ संस्थानों में ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा विभागाध्यक्ष एचओडी HOD कुछ प्रतिक्रिया फीडबैक feedback दे सकता है और यहां तक कि प्राचार्य प्रिंसिपल principal भी छात्रों से प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर कुछ सुझाव दे सकता है वे सभी प्रयुक्त होने वाली जानकारी के अतिरिक्त स्रोत बन जाते हैं सभी स्रोतों से प्राप्त इन प्रतिक्रियाओं को प्रशिक्षक द्वारा एकीकृत करने की आवश्यकता है प्रशिक्षक प्रतिक्रिया के हर तत्व को स्वीकार कर सकता है या नहीं भी कर सकता है कभी कभी एक प्रतिक्रिया वास्तव में मान्य प्रतिक्रिया नहीं हो सकती है यह ऐसे भी हो सकती है जिससे प्रशिक्षक पूर्णतः सहमत न हो यह बिलकुल संभव है लेकिन हमें पूरी प्रतिक्रया को देखना चाहिए और अगर प्रतिक्रिया के कुछ पहलू स्वीकार्य नहीं हैं तो हम अपनी टिप्पणियों को लिख सकते हैं कि यह स्वीकार्य क्यों नहीं है लेकिन हमें प्रतिक्रियाओं को खुले दिमाग से देखना चाहिए और खासकर की निर्देश को बेहतर बनाने के लिए दिमाग का उचित प्रयोग करके कई बार फीडबैक शायद अस्पष्ट शब्दों में या ऐसे शब्दों में जो छात्रों के दृष्टिकोण से दिए गए हों और हमें उस भाषा का अनुवाद ऐसी भाषा में करना पड़ सकता है जो प्रशिक्षक को समझ में आती हो हम इसे और स्पष्ट करते हैं हम इसे असंदिग्ध बनाते हैं और हम इसे इस तरह से बताते हैं कि हम इसका आगे उपयोग कर सकें इसलिए कुछ फीडबैक को ऐसी भाषा में अनुवादित करना होगा जो प्रशिक्षक को समझ में आए हमारे पास जो समेकित डेटा है यदि आवश्यक हो तो उन्हें पदान्वयन करने के बाद उन्हें चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है पहली श्रेणी पूरक होगी - की क्या सही हुआ है उसे बतायेंगी ऐसी कौन सी चीजें थीं जो इस पाठ्यक्रम के साथ ठीक थीं फिर निर्देश में सुधार के लिए की गयी निर्देश की सिफारिशें शिक्षक छात्र की बातचीत को देखते है वास्तव में कक्षा में दिए गए निर्देश कैसे संचरित हुए कक्षा संचार छात्रों की भलाई के लिए चिंता करना छात्रों द्वारा अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चुनौतियों का सही स्तर प्रदान करना छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना - ये सभी सामान्यतः कक्षा सत्रों के दौरान अधिक से अधिक परस्पर बातचीत की अनुमति देते है छात्रों के लिए सहायक रवैया छात्रों की अन्य गतिविधियों के लिए सहायक रवैया ये सब शिक्षक छात्र परस्पर बातचीत के अंतर्गत आता है इन पहलुओं से संबंधित फीडबैक को दर्ज किया जा सकता है जिन चीजों को संबोधित नहीं किया जा सकता है और उनके कारण इस पर चर्चा करेंगे निश्चित रूप से फीडबैक कुछ कमियों को इंगित करता है लेकिन हमारे पास कई कारणों से इसे दूर करने के लिए कोई तंत्र नहीं है उदाहरण के लिए यदि यह एक Tier II संस्थान है और यदि कोई मुद्दा पाठ्यक्रम के किसी पहलू से संबंधित है तो हो सकता है कि प्रशिक्षक के पास स्थिति को ठीक करने का तत्काल कोई तरीका न हो कई अन्य कारण भी हो सकते हैं जैसे कि प्रशासनिक तकनीकी कई अन्य कारण जिनके कारण अभी प्रशिक्षक उन मुद्दों का समाधान करने में असमर्थ हैं हम उन चीजों को दर्ज कर सकते हैं जिन्हें संबोधित नहीं किया जा सकता है और उनके कारणों को भी जैसे कि हम इस समय उस पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हैं हो सकता है कि भविष्य में किसी और समय हम संबोधित कर सकें लेकिन इस समय हम फीडबैक द्वारा उठाए गए उस विशेष मुद्दे को संबोधित करने में सक्षम नहीं हैं इस तरह का सारांश प्रशिक्षक को एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने में सक्षम बनाता है और इसके परिणामस्वरूप छात्र के सीखने की गुणवत्ता में सुधार होता है यह बहुत आवश्यक है कि पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन के प्रत्येक उदाहरण के बाद प्रशिक्षक को अभी बताये गए नोट्स के साथ समाप्त करना चाहिए ये छात्र के सीखने की गुणवत्ता में सुधार के लिए मूल्यवान रिकॉर्ड बनेंगे और साथ ही वे प्रशिक्षक को भी एक व्यक्ति के रूप में विकसित होने की अनुमति देंगे पाठ्यक्रम वितरण के अंत में यह एक महत्वपूर्ण अंतिम गतिविधि है अभ्यास आपके द्वारा पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के संबंध में अपने आप को सिफारिशें दें अभ्यास के परिणाम को taleiisctagmailcom पर साझा करने के लिए धन्यवाद अब खंड 2 की अंतिम इकाई ख़त्म होती है तो आइए जल्दी से खंड 2 का पुनरीक्षण करें खंड 2 का अनुदर्शन हमने फिंक्स मॉडल पर आधारित शिक्षण के घटकों को देखा इसके चार पहलू हैं विषय वस्तु का ज्ञान और पाठ्यक्रम का डिजाइन ये दोनों ही परस्पर बातचीत की शुरुआत में होते हैं एक बार पाठ्यक्रम शुरू होने के बाद हमारे पास शिक्षक छात्र की परस्पर बातचीत और पाठ्यक्रम प्रबंधन होता है तो ये चार पहलू प्रमुख पहलू हैं और शिक्षण के प्रमुख घटक है इनमें से हम इस खंड में पाठ्यक्रम डिजाइन से सम्बंधित अध्य्यन करेंगे पाठ्यक्रम डिजाइन के बारे मे हमने देखा कि इसमें ऐसे पाठ्यक्रम परिणामों को लिखना शामिल है जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि पाठ्यक्रम के अंत में छात्रों से क्या करने में सक्षम होने की उम्मीद है बहुत महत्वपूर्ण ऐसे आकलन की रूपरेखा तैयार करना जो छात्रों से जो करने में सक्षम होने की अपेक्षा की जाती है उसके अनुरूप हों रचनात्मक आकलन सहित निर्देशो का नियोजन छात्रों को बताए गए निर्धारित पाठ्यक्रम परिणामों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करते हैं प्रत्येक पाठ्यक्रम के साथ ये तीन पहलू होते हैं कि ऐसा क्या है जो हमारे छात्रों को करने में सक्षम होना चाहिए - जो कि पाठ्यक्रम परिणाम हैं हम कैसे जानते हैं कि वे किस हद तक वह करने में सक्षम हैं जो उनसे करने की अपेक्षा की जाती है यही आकलन है और छात्रों को वह करने में हम उन्हे क्या मदद करते हैं जो कि उनसे अपेक्षित है - अर्थत हम किस तरह के निर्देश की योजना बनाते हैं निर्देशो के साथ साथ प्रारूपिक आकलन छात्रों को बताए गए पाठ्यक्रम परिणामों को प्राप्त करने में सुविधा प्रदान करते हैं इसलिए निर्देश आकलन और CO's और जब इन तीनों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाता है तो सीखने की गुणवत्ता आम तौर पर बेहतर होती है हमें पाठ्यक्रम डिजाइन में इन सभी मुद्दों को देखने की जरूरत होती है अधिकांश शिक्षक सदस्य ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करते हैं जिसका शायद उन्होंने छात्रों के रूप में अनुभव किया पाठ्यक्रम डिजाइन शायद एक औपचारिक गतिविधि के रूप में कई शिक्षको द्वारा नहीं किया जाता है हालांकि कुछ शिक्षक औपचारिक मॉडल का उपयोग करके पाठ्यक्रम तैयार करते हैं पर ऐसा नहीं हो सकता कि इसे सामान्य रूप से कई संस्थानों में अनुपालित किया जाता है पाठ्यक्रम डिजाइन में उन समस्याओं को हल करने की सबसे बड़ी क्षमता है जो शिक्षक अक्सर अपने शिक्षण में सामना करते हैं और इससे सीखने की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार करते हैं और हमने ADDIE मॉडल को देखा है कई निर्देशात्मक प्रणाली डिजाइन मॉडल हैं हमने उनमें से एक मॉडल ADDIE एडीडीआईई को देखा ADDIE का मतलब है विश्लेषण डिजाइन विकास कार्यान्वयन और मूल्यांकन यह ज्ञानार्जन उत्पाद के विकास हेतु एक प्रक्रिया है जरूरी नहीं कि एक विशिष्ट इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम ही हो लेकिन कोई भी ज्ञानार्जन उत्पाद हो सकता है एडीडीआईई अवधारणा को परिणाम आधारित शिक्षा के निर्माण के लिए लागू किया जा सकता है ADDIE सन 1975 से एक ऐसे ढांचे के रूप में विकसित हुआ है जो ज्ञानार्जन हेतु सक्रिय बहु कार्यात्मक स्थापित और प्रेरक दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है यह काफी लचीला होता है कुछ लोग जो सोचते हैं उसके विपरीत एडीडीआई के पास हर स्तर पर प्रतिक्रियाएँ होती हैं प्रत्येक चरण के बाद निर्गतों आउटपुट output की समीक्षा की जाती है और यदि आवश्यक होने पर गतिविधियों पर दोबारा गौर किया जाता है अंत में एक योगात्मक मूल्यांकन चरण है तो इस तरह एडीडीआईई मॉडल एक रैखिक अभिरूपण जैसा मॉडल नहीं है यह कई स्तरों पर प्रतिक्रिया फीडबैक वाला एक मॉडल है जो कि काफी लचीला है और यह एक ऐसे ढांचे के रूप में विकसित हुआ है जो ज्ञानार्जन डिजाइन हेतु एक बहुत अच्छा दृष्टिकोण प्रदान करता है यह आईएसडी मॉडल है जिसका हमने उपयोग किया था एडीडीआईई मॉडल है विश्लेषण डिजाइन विकास कार्यान्वयन और मूल्यांकन जैसा कि हम देख सकते हैं कि हर स्तर पर प्रतिक्रियाएँ होती हैं प्रत्येक चरण के बाद भी मूल्यांकन होता है जो प्रारूपिक प्रकृति का होता है फिर अंत में एक चरण है जो प्रकृति में योगात्मक है - वह है मूल्यांकन चरण विश्लेषण चरण की बात करते है मुख्य रूप से इसमें पाठ्यक्रम संदर्भ और एक सिंहावलोकन शामिल है हमें पाठ्यक्रम को पाठ्यचर्या में और वर्तमान संदर्भ में रखने की आवश्यकता है जब आप पाठ्यक्रम डिजाइन को देख रहे हों तो हम अवधारणा मानचित्र विकसित कर सकते हैं - जो कि काफी उपयोगी होगा ऐसे साधन उपलब्ध हैं जिनके द्वारा अवधारणा मानचित्र का निर्माण बहुत आसानी से किया जा सकता है स्वतंत्र स्त्रोत साधन ओपन सोर्स टूल्स open source tools पाठ्यक्रम परिणाम यह अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि है पाठ्यक्रम परिणाम जो स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करते हैं कि छात्र को पाठ्यक्रम के अंत में क्या करने में सक्षम होना चाहिए और पाठ्यक्रम परिणाम लिखने के लिए हमने संभावित वर्गीकरणों में से एक को देखा जो की काफी लोकप्रिय वर्गीकरण है संशोधित ब्लूम वर्गीकरण Bloom's Taxonomy ब्लूम एंडरसन विन्सेंटी वर्गीकरण CO's में से प्रत्येक के लिए नमूना मूल्यांकन आइटम जो हमें आवश्यकता पड़ने पर CO's को परिष्कृत करने में मदद करते हैं जब हम मूल्यांकन के साधन बनाने की कोशिश करते हैं तो कभी कभी यह देखना संभव होता है कि CO's को फिर से देखने की जरूरत है हमें प्रत्येक CO's के लिए नमूना मूल्यांकन आइटम लिखना चाहिए वर्गीकरण तालिका में पाठ्यक्रम परिणामों का पता लगाना संज्ञानात्मक प्रक्रिया ज्ञान श्रेणी - इनको आधार बनाकर वर्गीकरण तालिका में CO's का पता लगाएं यह हमें बाद में मदद करता है जब हम प्रत्येक मूल्यांकन आइटम को वर्गीकरण तालिका में रखने के लिए मूल्यांकन के साधन बनाते हैं और देखते हैं कि मूल्यांकन CO's के साथ संरेखित है या नहीं हम निर्देशात्मक गतिविधियों को वर्गीकरण तालिका में भी रख सकते हैं और जब CO's मूल्यांकन आइटम और निर्देशात्मक गतिविधियों के बीच एक अच्छा संरेखण होता है तो सीखना बेहतर होता है वर्गीकरण तालिका में पाठ्यक्रम परिणामों का पता लगाना PO'sPSO's के लिए पाठ्यक्रम का मानचित्रीकरण करना कार्यक्रम के परिणामों और कार्यक्रम के विशिष्ट परिणामों के लिए CO's और मानचित्रण की क्षमता का आकलन 1 या 2 या 3 के स्तर पर अर्थात कम शक्ति मध्यम शक्ति उच्च शक्ति का अंत में पाठ्यक्रम के लिए PO's PSO's शक्ति आव्युह की रचना करना पाठ्यक्रम के लिए एक पंक्ति फिर जब आवश्यक हो प्रत्येक CO's को दक्षताओं में विस्तारित करना कभी कभी CO's प्रकृति में काफी जटिल हो सकते है फिर CO's को कुछ दक्षताओं में तोड़ने के लिए अच्छे निर्देश और अच्छे मूल्यांकन की योजना बनाना मददगार होगा प्रत्येक CO's को आवश्यकतानुसार शायद 4 या 5 दक्षताओं में विस्तारित करना प्रारंभिक मूल्यांकन चरण विश्लेषण चरण के परिणाम की समीक्षा करने की आवश्यकता है और यदि आवश्यक हो तो इन गतिविधियों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है डिजाइन चरण यह चरण आकलन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वास्तव में आकलन क्या है मूल्यांकन क्या है हमने इसे देखा था फिर हमने आकलन में प्रौद्योगिकी की प्रकृति और भूमिका को देखा था जिस तरह से इसे डिजाइन किया गया है कार्यान्वित किया गया है आकलन पर प्रौद्योगिकी का बहुत स्थूल प्रभाव है मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी की प्रकृति और भूमिका "CO's प्राप्ति" के लिए लक्ष्य निर्धारित करना बहुत महत्वपूर्ण पहलू है "CO's प्राप्ति" के लिए लक्ष्य निर्धारित करने के लिए ऐसा कोई नुस्खा या संकल्पनात्मक एल्गोरिथम algorithm तरीका नहीं है और जो भी उचित है तो वह संस्थान दर संस्थान भिन्न हो सकता है संस्थान के पिछले अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए CO's को यथार्थवादी होना चाहिए लेकिन साथ ही कोई ऐसे लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते जो बहुत निम्न कोटि के हों यह एक गतिविधि है जिसे कुछ मात्रा में सामूहिक चिंतन के साथ किया जाना चाहिए और पिछले अनुभव के आधार पर ये लक्ष्य सावधानीपूर्वक निर्धारित करने होंगे क्योंकि एक बार हम लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और यदि हम उन लाक्षिक स्तरों को प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं तो उन लक्ष्य स्तर को कम करना एक ऐसी गतिविधि होनी चाहिए जिसे प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए हमें शुरू में ही बहुत सावधानी से लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए यह डिजाइन चरण की गतिविधि है हमें आकलन योजना निर्धारित करनी चाहिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि है अक्सर प्रशिक्षक जब वे आकलन योजना निर्धारित करने में विफल होते हैं तो वे ऐसे आकलन के साधनों के साथ समाप्त हो सकते हैं जो कि CO's को हासिल करने के मामले में अपर्याप्त होते हैं या उनकी समयसीमा के संदर्भ में अपर्याप्त होते हैं सामान्य तौर पर उचित योजना नहीं होने पर आकलन की गुणवत्ता प्रभावित होती है आकलन योजना में ये सब शामिल होना चाहिए कि उस सेमेस्टर के दौरान बनाए जाने वाले सभी आकलन साधन कौन से हैं कितने आंतरिक परीक्षण है उन्हें कब निर्धारित किया जाना है प्रत्येक परीक्षण द्वारा हासिल किए जाने वाले CO's कौन से हैं किस संज्ञानात्मक स्तर पर आकलन आइटम संबंधित CO's के संज्ञानात्मक स्तरों के साथ साथ होना चाहिए क्विज़ के सम्बन्ध में कितने क्विज़ होना चाहिए किन CO's को संबोधित किया जाना चाहिए किस संज्ञानात्मक स्तर पर करना चाहिए असाइनमेंट इसी प्रकार किसी भी अन्य गतिविधियों के बारे में सोचा जाना चाहिए और उन सभी को आगामी कार्य हेतु नियोजित किया जाना चाहिए तो इस तरह कितने किस समय किस CO's को हासिल किया जाना चाहिए कितने अंकों के लिए किस संज्ञानात्मक स्तर पर इन सभी की पहले से योजना बनानी चाहिए यह काफी थकाऊ गतिविधि की तरह लगता है लेकिन यह काफी मददगार है एक बार यह हो जाने के बाद पाठ्यक्रम के आगामी कार्यान्वयन में यह इतना बोझिल नहीं होगा इसका मतलब है की केवल फीडबैक के आधार पर उपयुक्त तालमेल हो सकता है अतः आकलन की योजना होनी ही चाहिए यदि यह प्रथम श्रेणी का संस्थान है तो हमारे पास सत्रांत सेमेस्टर अंतिम परीक्षा semester end exam के लिए भी आकलन योजना होनी चाहिए पुनश्च सत्रांत परीक्षा के लिए कई स्वरूप होते हैं उस संस्थान में अपनाए जा रहे स्वरूप के आधार पर सत्रांत परीक्षा की भी योजना बनानी चाहिए तो इस प्रकार CO's को कैसे वितरित किया जाना है अंक कैसे वितरित किए जाने हैं संज्ञानात्मक स्तरों को कैसे संबोधित किया जाना है इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि है जिसे डिजाइन चरण के दौरान किया जाना है ऐसा करने के बाद उस योजना के अनुसार वास्तविक आकलन के साधनों को भी डिजाइन किया जाना चाहिए और यह पहले ही किया जाना चाहिए ताकि हमारे पास गुणवत्ता मूल्यांकन साधन हो सकें इसलिए आकलन योजना के आधार पर आकलन साधनों को भी पहले से डिजाइन करना आवश्यक है यथा आन्तरिक प्रश्नपत्र इंटरनल टेस्ट पेपर क्विज प्रश्नपत्र समनुदेशन असाइनमेंट के विषय और प्रथम श्रेणी संस्थान में सत्रांत परीक्षाएं भी और हमें ऐसे कई साधन बनाने पड़ सकते हैं जो इस पर निर्भर करते है कि सत्रांत परीक्षा वास्तव में कैसे लागू की जाती है हमारे पास तीन या चार मूल्यांकन साधन उपलब्ध हो सकते हैं जहां परीक्षा नियंत्रक यादृच्छिक रूप से एक को उठाता है इन सभी को पहले सावधानी से किया जाना चाहिए और यदि हमारे पास उचित रूप से चिन्हित की गई वस्तुओं के साथ एक अच्छा आइटम बैंक है तो मूल्यांकन साधनों का निर्माण काफी हद तक सुगम हो जाता है साधनों आइटम्स items को पाठ्यक्रम परिणामों संज्ञानात्मक स्तरों ज्ञान श्रेणियों कठिनाई स्तरों अनुमानित समय और उनके लिए नमूना उत्तरों के साथ चिन्हित किये जाते है यदि हमारे पास एक काफी बड़ा आइटम बैंक है तो आवश्यकता पड़ने पर एक मूल्यांकन साधन को डिजाइन करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है आइटम बैंक की संरचना क्या होगी और हम इस आइटम बैंक को कैसे बनाते हैं क्या फायदे हैं क्या चुनौतियां हैं हमने इनकी भी चर्चा की और हमेशा की तरह डिजाइन चरण के निर्गत को फिर से एक प्रारूपिक मूल्यांकन के माध्यम से प्राप्त होना चाहिए और यदि आवश्यक है कि हमें इन सभी गतिविधियों पर फिर से विचार करना चाहिए विकास का चरण या उन्नत चरण पर बात करते है मुख्य रूप से हम वितरण प्रौद्योगिकियों को देख रहे हैं पहले के दिनों की तुलना में आज वृहद विकल्प उपलब्ध है जिसमें केवल पारंपरिक 'चाक और बोर्ड ' दृष्टिकोण था हमारे पास स्मार्ट बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम व्यापक प्रकार की प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं चुनी गई तकनीक का शिक्षण सामग्री और शिक्षण सामग्री के निर्देश और विकास पर प्रभाव पड़ता है हमने निर्देश डिजाइन को बहुत संक्षेप में देखा अगला खंड मुख्य रूप से निर्देश पर आधारित है लेकिन यहां हमने निर्देश डिजाइन को संक्षेप में देखा फिर शिक्षण सामग्री का विकास फिर उनकी पहचान चयन शिक्षण सामग्री की तैयारी ये ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हमने विकास के चरण या उन्नत चरण में देखा था निर्गत को एक प्रकार के प्रारूपिक मूल्यांकन से गुजरना चाहिए और आवश्यक होने पर गतिविधियों पर फिर से विचार किया जाना चाहिए जब हम कार्यान्वयन चरण में आए तो वहां वास्तव में इन सभी चीजों को अंतिम कक्षा अभ्यास में डाल दिया गया है इसके कई पहलू हैं कई घटक है जैसे की पाठ्यक्रम विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो संभव हैं संसाधनों के लिए योजना बनाना छात्रों की उनकी क्षमताओं के संबंध में प्रशिक्षक की धारणा प्रेरणा पूर्वापेक्षा ज्ञान ये सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वास्तव में ये सभी निर्देशों का अनुपालन किस तरह हुआ है इस पर निर्भर करते है छात्रों की उनकी क्षमताओं पूर्वापेक्षा ज्ञान प्रेरणा के संबंध में प्रशिक्षक की धारणा ये सब स्पष्ट होकर सामने आते हैं वास्तविक निर्देश अनुसूची निर्देश पर अवलोकन इन बिन्दुओ के बारे में जैसा कि हमने अभी प्रत्येक निर्देशात्मक इकाई के बाद दर्ज किया है हमारे पास निर्देशात्मक इकाई कैसे सम्पन्न की गई इससे सम्बंधित कुछ अवलोकनप्रेक्षण दर्ज किए जाने चाहिए इसी प्रकार अन्य सम्बंधित मुद्दे भी फिर अतिरिक्त सत्र के बारे में यदि प्रशिक्षक द्वारा निर्धारित समय से परे इन सत्रों का सञ्चालन किया जाता है तो आखिर उनकी आवश्यकता क्यों थी और इन अतिरिक्त सत्रों में कौन से विषय उठाए गए थे - इन सभी बातो को दर्ज किया जा सकता है अब आकलन साधनों की बात करते है अर्थात प्रत्येक मूल्यांकन के बाद छात्रों को फीडबैक देना प्रत्येक आंतरिक परीक्षण के बाद प्रत्येक प्रश्नोत्तरी के बाद समनुदेशित कार्यों को प्रारंभ करने और मूल्यांकन करने के बाद छात्रों को फीडबैक प्रदान किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है हालांकि ये आकलन योगात्मक प्रकृति के हैं लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए छात्रों की प्रतिक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है जैसे की प्रत्येक मूल्यांकन के बाद छात्रों को प्रतिक्रिया देना फिर मूल्यांकन साधनों और छात्र के प्रदर्शन पर अवलोकन मूल्यांकन साधनों की गुणवत्ता क्या है और फिर छात्र के प्रदर्शन का स्तर क्या है क्या कोई विशिष्ट आइटम था जिसके संबंध में छात्र का प्रदर्शन अपेक्षित स्तर से नीचे है इसका मतलब है कि छात्रों की समझ या छात्रों की क्षमताओं में कुछ अड़चनें हैं तो वे सभी मुद्दे क्या हैं उन सभी को दर्ज किया जाना चाहिए मूल्यांकन साधनों और छात्र के प्रदर्शन पर अवलोकन इस बिंदु पर चर्चा करेंगे विशेष रूप से यदि कुछ दक्षताएं हैं जिनके संबंध में छात्रों का प्रदर्शन सम्दर्शिक रूप से कमनिम्न है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि इसका मतलब है कि यदि अगली बार पाठ्यक्रम की पेशकश की जाती हैतो प्रशिक्षक को उन दक्षताओं के संबंध में बेहतर शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कुछ करना चाहिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि छात्रों के प्रदर्शन की सावधानीपूर्वक जांच की जाए और इन अवलोकनों को दर्ज किया जाना चाहिए सत्र के दौरान ली गयी छात्र प्रतिक्रिया की बात करे तो इन्हें मध्यावधि सर्वेक्षण या अनौपचारिक सर्वेक्षणों के माध्यम से इनका डेटा एकत्र किया जाता है और उसे भी दर्ज किया जाना चाहिए यह पुनः अत्यंत महत्वपूर्ण है मध्यावधि सर्वेक्षण करने के तरीके को इस तरह करना चाहिए कि हमें छात्रों से वैध और उपयोगी प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए फिर निश्चित रूप से हमें छात्रों को पथानुगमनट्रैक track करना चाहिए ये सभी विशिष्ट गतिविधियां हैं जो कि कार्यान्वयन चरण के दौरान होती हैं मूल्यांकन चरण की बात करते है मैंने पहले ही यह उल्लेख किया गया था कि मूल्यांकन हर चरण के बाद भी होता है लेकिन यह प्रकृति में प्रारूपात्मक है यह योगात्मक है और यह एडीडीआईई मॉडल का अंतिम चरण है और इसमें अनिवार्य रूप से योगात्मक मूल्यांकन की विभिन्न गतिविधियां पाठ्यक्रम शामिल होती है जैसे कि पाठ्यक्रम को कैसे लागू किया गया है पाठ्यक्रम को कैसे कार्यान्वित किया गया हैं कुछ ऐसे पाठ्यक्रम निर्गत सर्वेक्षण होते है जो की पाठ्यक्रम के CO's की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्राप्ति की गणना करते है जो की "CO's प्राप्ति" या लक्ष्यों में वृद्धि में अंतर को पाटने के लिए कार्रवाई का प्रस्ताव देते है हमने डिजाइन चरण के दौरान लक्ष्य निर्धारित किए हैं और वास्तविक प्राप्ति की गणना की है यदि प्राप्ति स्तर लाक्षिक स्तर से कम है तो हमें सुधार की योजना बनाने की आवश्यकता होती है यदि प्राप्ति स्तर लाक्षिक स्तर से अधिक या बराबर है तो हमारे पास विकल्प है की हम लक्ष्यों का उर्ध्वगामी पुनरीक्षण कर सकते हैं ऊंचा लक्ष्य बनाये रखें या हम उसी लाक्षिक स्तर को बनाए रख सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या हम अगली बार भी इस उपलब्धि को दोहरा सकते हैं लेकिन यदि हमने लाक्षिक स्तरो को प्राप्त कर लिया है तो हमें आवश्यक सुधार या लक्ष्य के पुनरीक्षण से संबंधित अवलोकन दर्ज करना चाहिए यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि है पाठ्यक्रम परिणामों की प्राप्ति के माध्यम से PO's और PSO's प्राप्त किए जाते हैं इसलिए हमें CO's की प्राप्ति की गणना के बाद PO's और PSO's की प्राप्ति की गणना करनी चाहिए फिर सारांश अवलोकन सहकर्मी प्रतिक्रिया यदि कोई हो सुधार के लिए सुझाव ये सभी एकत्र किए जाते हैं हमने निर्गत सर्वेक्षण के विवरण को भी देखा क्योंकि मोटे तौर पर निर्गत सर्वेक्षण की प्रकृति यथावत रहती है लेकिन इस पर निर्भर करता है कि क्या वे पाठ्यक्रम हैं या वे प्रयोगशाला पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम के प्रयोगशाला घटक हैं या वैकल्पिक पाठ्यक्रम या लघु परियोजनाएं या प्रमुख परियोजनाएं हैं ये विवरण भिन्न भिन्न हो सकते हैं इसलिए हमने सामान्य रूप से जिन पाठ्यक्रमों के लिए निर्गत सर्वेक्षणों को देखा वे मुख्यतः केन्द्रीयआधारभूत पाठ्यक्रम है अब प्रयोगशालाएँ इस बिंदु पर बात करते है यह दोनों मुख्यकेंद्रिय पाठ्यक्रमों के घटकों के साथ साथ स्वतंत्र प्रयोगशाला पाठ्यक्रमों के घटकों के रूप में होती है फिर वैकल्पिक पाठ्यक्रम और फिर लघु और वृहद दोनों परियोजनाओं के बारे में इन गतिविधियों के लिए निर्गत सर्वेक्षण कैसे डिजाइन करें फिर अंतिम चरण फीडबैक और सारांशीकरण को संसाधित करना और अंत में अगली बार पेश किए जाने पर पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने के तरीकों पर खुद को नोट्स बनाना हमने इनका अवलोकनअध्ययन किया है लेकिन ध्यान दें कि इसे फिर से एक प्रारूपिक मूल्यांकन से गुजरना होगा इस चरण में हमने जो दस्तावेज़ बनाए हैं उन्हें भी वास्तव में फिर से देखने की आवश्यकता है ताकि यह देखा जा सके कि इनमें से किसी भी गतिविधि को फिर से देखने की आवश्यकता है या नहीं उदाहरण के लिए निर्गत सर्वेक्षणों की रूपरेखा या जिस तरह से अप्रत्यक्ष प्राप्ति के मानों की गणना की जाती है इन सभी गतिविधियों पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है और यह मूल्यांकन चरण की प्रक्रिया को पूरा करेगा संक्षेप में यदि हम एडीडीआईई और पाठ्यक्रम डिजाइन को देखें तो एडीडीआईई की उप प्रक्रियाओं को निर्देशात्मक स्थिति में समायोजित किया जा सकता है ADDIE काफी लचीला है और खंड 2 उप प्रक्रियाओं का एक सेट प्रदर्शित करता है लेकिन इन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया है इन्हें विशिष्ट संदर्भ के अनुरूप अनुकूलित किया जा सकता है एडीडीआईई के ढांचे में पहली बार एक पाठ्यक्रम को डिजाइन करना एक शिक्षक को मुश्किल और यहाँ तक की भयभीत करने वाला लग सकता है ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी संख्या में गतिविधियों को करने की आवश्यकता है लेकिन प्रारंभिक डिजाइन के बाद शिक्षक पाठ्यक्रम डिजाइन की पूरी प्रक्रिया को बहुत ही सुखद और फलदायी पाते हैं और इससे एक ऐसा निर्देश मिलता है जो की अधिक संतोषजनक होता है और इससे छात्रों में बेहतर ज्ञानार्जन होता है इसलिए प्रारंभिक डिजाइन के बाद शिक्षक को पाठ्यक्रम डिजाइन की पूरी प्रक्रिया एक सुखद गतिविधि भी लगेगी एक व्यवस्थित पाठ्यक्रम डिजाइन ज्ञानार्जन की गुणवत्ता में सुधार करता है और इससे एनबीए परिणामों की बेहतर प्राप्ति भी हो सकती है यह दोनों पाठ्यक्रम स्तरों पर होता है जैसे की 1पाठ्यक्रम परिणाम की बेहतर प्राप्ति और 2इस तरह के 'कार्यक्रम परिणामों PO's' और 'कार्यक्रम विशिष्ट परिणामों PSO's' की बेहतर प्राप्ति इस प्रकार यह बेहतर ज्ञानार्जन और NBA परिणामों की बेहतर प्राप्ति की ओर ले जाता है और इस तरह की व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करना बहुत मददगार होता है खंड 3 निर्देश से संबंधित है हम निर्देश के पहलुओं को देखते हैं निर्देश क्या है निर्देशात्मक घटक क्या हैं ऐसे निर्देशात्मक दृष्टिकोण के लिए सैद्धांतिक आधार क्या हैं विभिन्न शिक्षण दृष्टिकोण मोटे तौर पर उस खंड में हम निर्देश से संबंधित अध्ययन करेंगे धन्यवाद और हम खंड 2 का समापन करते हैं